इस भाग में हम PV सेल की विशेषताओं पर तापमान के प्रभाव को देखेंगे यहां तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं एक शॉर्ट सर्किट करंट ISC है फिरआपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज Vocहै औरआपके पास पीवी सेल का अधिकतम पावर मैक्स पावर Pm है अब यह तीनों महत्वपूर्ण पैरामीटर तापमान के साथ कैसे बदलते हैं अब हम डेटाशीट को देखते हैं कि उन्होंने क्या संख्याएं और मान दिए हैं यहां इस डेटाशीट में यहां आप यह तीन पैरामीटर्स देखते हैं शॉर्ट सर्किट करंट Isc का तापमान गुणांक Voc का तापमान गुणांक Pmax का तापमान गुणांक ये तीन पैरामीटर्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अब Isc का तापमान गुणांक देखिए यह 0045 प्रति डिग्री केल्विन है Voc का तापमान गुणांक 034 प्रति डिग्री केल्विन है और जिसका अर्थ है कि जब तापमान बढ़ता है तो Voc घटता है इसी प्रकार Pmax यह समझने योग्य है की पावर का तापमान गुणांक ऋणात्मक होगा जो कि करंट व वोल्टेज के गुणनफल से प्राप्त होता है क्योंकि Isc का तापमान गुणांक धनात्मक है और VOC का तापमान गुणांक ऋणात्मक है और जो कि दिया गया है 047 प्रति डिग्री केल्विन तो अब हम यह देखते हैं कि ये तापमान गुणांक कैसे प्राप्त होता है और इनका तापमान से क्या संबंध है Isc को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं कि और यह पहले हम देख चुके हैं कि Isc लगभग फोटो करंट Ip के बराबर होता है जो कि फोटो करंट है और फोटो करंट इनसोलेशन के सीधे समानुपाती होता है इनसोलेशन और कुछ नहीं बल्कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का पावर प्रति स्क्वायर मीटर होता है तो अगर आप इसे देखें तापमान के बढ़ने से इस संबंध के अनुसार Isc के साथ क्या घटित होगा तापमान बढ़ने के कारण फोटो करंट बढ़ेगा फोटोकरंट क्यों बढ़ना चाहिए बैंड गैप एनर्जी जो कि116 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी अब कम हो जाएगी और इससे और कई वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और इस प्रकार वहां और अधिक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे जोकि अधिक फोटोकरंट देंगे और इस तरह Isc शॉर्ट सर्किट करंट का उच्च मान प्राप्त होगा अतः शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि शॉर्टसर्किट करंट Isc तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा और यह बहुत ही छोटा मान होता है जो कि सिलिकॉन के लिए लगभग 01 प्रति डिग्री केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है तापमान के VOC ओपन सर्किट वोल्टेज पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमने Voc व फोटो करंट के मध्य संबंध को देखा जो कि ऊपर स्क्रीनशॉट में दिया गया है जहां n सिलीकान के लिए 2 है VT तापमान का वोल्टेज समतुल्य है लोगरिथमिक ip फोटो करंट प्लस I0 बाय रिवर्स एजुकेशन करंट i0 है यदि आप फोटो करंट की तुलना में I0 का बहुत छोटा मान लेते हैं तब हम कह सकते हैं VOC बराबर nVT लोगरिथमिक ip बाय I0 रिवर्स एजुकेशन करंट तो प्रत्यक्ष रूप से यदि आप इस समीकरण को देखेंगे तो यह सीधे रूप में नहीं दिखता कि यदि तापमान बढ़ेगा तो VOC का मान कम होगा हालांकि आप को ध्यान में लाना चाहिए कि VT तापमान का एक फंक्शन होता है जोकि T11600 हे I0 भी एक तापमान का फंक्शन है जो कि एक तापमान का एक्स्पोनेंशियल फंक्शन है तो I0 और VT दोनों का प्रभाव एक साथ लेने पर आप देखेंगे कि VOC तापमान के व्युत्क्रमानुपातीइन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 समानुपाती है तापमान के m घात व e की घात VGO बाय nVT के याद कीजिए VGO बैंड गैप एनर्जी का संख्यात्मक वोल्टेज समतुल्य बाय nVT था तो आप I0 की तापमान पर निर्भरता देखते हैं और इसे रखकर dVOCdT ज्ञात करने का प्रयास करते हैं हमें प्राप्त होता है तो आप देखते हैं कि दिए गए तापमान के लिए हम तापमान के साथ Voc के बदलने की दर ज्ञात कर सकते हैं अब यदि हम सिलिकॉन के लिए विशेष मान लेते हैं m 15 n 2 VT 0026 V 3000 केल्विन और हम तापमान 3000 केल्विन लेते हैं और आप Voc को कटइन वोल्टेज के लिए 06 वोल्ट लेते हैं और आप देखेंगे कि यदि आप यह सभी ऊपर दिए गए फार्मूले में रखते हैं तो आपको लगभग 21 मिली वोल्ट प्रति डिग्री केल्विन प्राप्त होगा इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक PN जंक्शन सेल के लिए तापमान के साथ ओपन सर्किट वोल्टेज Voc का बदलाव 21 मिली वोल्ट प्रति डिग्री केल्विन है तापमान में 1 डिग्री केल्विन की वृद्धि Voc को 21 मिली वोल्ट से कम कर देगी यह इक्वेशन हमें किस प्रकार प्राप्त हुई मैं तेज गति से यह डेरीवेशन व्युत्पत्ति चलाऊंगा आप इसे पॉज मोड में उपयोग करके इसका अध्ययन करने का प्रयास करें की यह Voc पर तापमान के प्रभाव का संबंध कैसे आया तो यहां यह मेरे पास dVOCdT का डेरिवेशन व्युत्पत्ति है यह डेरीवेशन बहुत ही सरल है लेकिन में इसकी प्रत्येक स्टेप को समझाने जा रहा हूं मैं इसे करता जाऊंगा आप वीडियो क्लिप में पॉज मोड की सहायता से अपनी सहूलियत अनुसार इसे देख सकते हैं रिवर सैचुरेशन करंट हमने देखा की यह इसके द्वारा दिया गया था जहां VGOबैंडगैप एनर्जी के वोल्टेज समतुल् का संख्यात्मक मान है सिलिकॉन के लिए m 15 है सिलिकॉन के लिए n 2 है और VT वोल्टेज का तापमान समतुल्य है अब इस इक्वेशन के लिए लोगरिथमिक लीजिए और आप देखेंगे कि इस प्रकार का I0 के लोगरिथमिक का संबंध बनता है और तब आप इस इक्वेशन का तापमान T के सापेक्ष अवकलनडिफरेंटशिएशन लेते हैं इस प्रकार तापमान के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको यह मिलता है अब इस इक्वेशन को एक तरफ रखते हैं अगला Voc का संबंध आता है हम देखते हैं कि Voc बराबर है यदि हम Ip को I0 से बहुत ही ज्यादा बड़ा मानते हैं तो आप देखेंगे कि यह बराबर है यह वह संबंध है जो कि अगली स्टेप में आता है अब उसका अवकलन कीजिए इस इक्वेशन को तापमान के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको मिलता है अब ddT हम यहां पहले ही ज्ञात कर चुके हैं तो हम इसका मान यहां सीधे रख सकते हैं ddT 0 है यह मानते हुए कि I0 की तुलना में इसका परिवर्तन नगण्य हैं तो जैसा कि आपके पास अंश और हर है आपके पास दो टर्म हैं Voc तापमान पर निर्भर है और VT तापमान पर निर्भर है एक गुणनफल नियम से इसको तोड़ने पर आपको यह संबंध मिलता है जिसे आप हल कर सकते हैं आप देखेंगे कि और मैं यह पहले बता चुका हूं देखिए वहां Vocलगभग T के व्युत्क्रमानुपाती है यदि आप सिलिकॉन के लिए m 15 n 2 VGO 116 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Voc 06 रखते हैं तो आपको dvoc बाय dT का यह मान तापमान के 300 डिग्री केल्विन के लिए प्राप्त होता है Voc के परिवर्तन की दर 2120मिली वोल्ट प्रति डिग्री केल्विन है जिसका अर्थ है कि तापमान के प्रत्येक डिग्री वृद्धि पर ओपन सर्किट वोल्टेज लगभग 2 मिलीवोल्ट से कम होगा इसलिए Voc की स्थिति में हम देखते हैं कि तापमान के बढ़ने के साथ Voc कम होगा जबकि शॉर्ट सर्किट करंट Isc की स्थिति में हमने देखा कि तापमान बढ़ने के साथ Isc का मान बढ़ता है और पावर की स्थिति में पावर वोल्टेज और करंट का गुणनफल होने के कारण जैसा कि Voc का तापमान गुणांक ऋणात्मक है और Isc का तापमान गुणांक धनात्मक है इस प्रकार यह ऋणात्मक तापमान गुणांक है यह धनात्मक तापमान गुणांक है पावर का तापमान गुणांक भी ऋणात्मक होगा इसका यह अर्थ है की तापमान बढ़ने के साथ Pm का मान कम होगा इस प्रकार ये वे मुख्य प्रभाव हे जो आप तापमान में परिवर्तन के कारण पीवी सेल पैरामीटर्स पर देखेंगे PV सेल की इन I V विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम सेल विशेषताओं पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करेंगे हमारे पास यह I V कर्व है जो कि 1 किलो वाट प्रति स्क्वायर मीटर मानक इनसोलेशन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान पर लिया गया है अब हम मानते हैं कि तापमान बढ़ता है और यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है सेल पर इसका क्या प्रभाव है अब मैं इसके जैसा ही एक और कर्व बनाता हूं मैं इसका रंग बदल कर हरा कर देता हूं और इसको बदले हुए कर्व से मिलाता हूं Isc धीरे धीरे बदल रहा है और तापमान बढ़ने के साथ यह बढ़ रहा है जो कि हमने पढ़ा है और Voc के साथ क्या घटित होता है Vocतापमान बढ़ने के साथ कम हो रहा है और यह उल्टे अनुपात में कम हो रहा है तो परिवर्तित विशेषताएं PV सेल विशेषता कर्व ऐसा दिखता है जो कि यहां हरे रंग में दिखाया गया है इस प्रकार तापमान बढ़ने से विशेषताएं इस तरीके से शिफ्टस्थानांतरित होती हैं अब तापमान को T1 व T2 वेरिएबल से बदलते हैं जहां T2 निम्न तापमान है व T1 उच्च तापमान है अब क्या घटित होगा और कर्व कैसा दिखेगा यदि हमारे पास एक तीसरा कर्व हो जो कि T3 तापमान पर इस प्रकार नियत किया गया है कि T1 ज्यादा है T2 से तथा T2 ज्यादा है T3 से T3 एक निम्न तापमान है जोकि T1 व T2 से बहुत कम है तो हम उम्मीद करेंगे कि Voc का कर्व T2 के इस तरफ होगा लाल लाइन और Isc के लिए क्योंकि तापमान कम है हम उम्मीद करते हैं कि यह लाल लाइन को नीचे करेगा तो यह वह कर्व है जो कि I V विशेषताओं के लिए उम्मीद किया जा रहा है और जो तापमान T3 के लिए है अब पावर कर्व की तरफ देखते हैं यह T3 कर्व के लिए पावर कर्व है और यह पीक पावर है जो कि सेल T3 तापमान पर देने में समर्थ है अब तापमान T2 और T1 पर इनसे संबंधित पावर कर्व इस प्रकार है और आप देखें कि पीक पावर कम हो रहा है इस प्रकार आप देखेंगे कि तापमान बढ़ने के साथ पिक पावर इस तरह कम हो रहा है यहां यह भी पुष्ट हो रहा है की Voc तापमान बढ़ने के साथ कम होता है Isc शॉर्ट सर्किट करंट तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है और इनका गुणनफल पीक पावर तापमान बढ़ने के साथ कम होता है जो कि हमने पढ़ा है